नमस्कार आप सब छात्रों का स्वागत है पिछली कक्षा में हम फर्मों के क्रेडिट विश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे यह जानने के लिए कि कोई उधारकर्ता ऋण देने के लायक है या नहीं मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि हम फर्म के संचालन ढांचे और फर्म की वित्तीय संरचना को देख रहे थे हमने आय विवरण व्यापार और लाभ और हानि खाते का प्रारूप तैयार करते समय भी विस्तृत चर्चा की थी और फिर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के हिस्से पर जोर दिया ट्रेडिंग खाता फर्म के परिचालन प्रदर्शन का प्रतिबिंब है क्योंकि ट्रेडिंग खाते में आपके पास मुख्य रूप से 5 आइटम बिक्री और क्रेडिट पक्ष और प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम और डेबिट पक्ष में प्रत्यक्ष ओवरहेड्स हैं इसलिए हमें इन 5 को एक दूसरे के साथ तुलना करना होगा और फिर दोनों पक्षों डेबिट और क्रेडिट पक्ष के साथ भी तुलना करना होगा तो शुद्ध परिणाम यानी बिक्री माइनस सकल प्रत्यक्ष व्यय सकल लाभ है और यह सकल लाभ बरकरार होना चाहिए और इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए ट्रेडिंग खाते में सभी 5 आइटम परिवर्तनीय हैं ठीक है तो इसका मतलब है अगर इनपुट की लागत अधिक हो रही है तो बिक्री मूल्य भी बढ़नी चाहिए फर्म को ग्राहकों से बढ़ी हुई लागत लाने में सक्षम होना चाहिए और ग्राहकों को कुशलता से पारित किया जाना चाहिए तो बढ़ी हुई बिक्री मूल्य को बढ़ी हुई इनपुट लागत का प्रतिबिंबित करना चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर लागत बढ़ रही है और बिक्री बढ़ रही है या बिक्री मूल्य भी बढ़ रहा है तो दोनों पक्ष परिवर्तनशील हैं इसलिए हमने यहां देखा है कि आपकी जीपी लाइन कुछ इस तरह होगी अधिकतम यह इस तरह होना चाहिए यह स्थिर रहना चाहिए इसकी बढ़ती प्रवृत्ति होनी चाहिए या अगर यह नहीं है तो कम से कम यह स्थिर रहना चाहिए और किसी भी मामले में यह गिरावट की प्रवृत्ति का चित्रण नहीं करना चाहिए यदि फर्म का जीपी घट रहा है तो इसका मतलब है कि आपको सावधान रहना चाहिए कि फर्म का परिचालन प्रदर्शन संदिग्ध है इसमें कमी आ रही है और इसका असर वित्तीय प्रदर्शन पर भी पड़ेगा और फिर हमने वित्तीय संरचना के बारे में बात की जो हमें आय विवरण के निचले हिस्से द्वारा दर्शाया गया है जो कि लाभ और हानि खाता है यहां हमने देखा कि यदि व्यापार में शुद्ध लाभ है तो उस शुद्ध लाभ को ट्रेडिंग खाते से आना चाहिए पहले हमारे पास सकल लाभकहते हैं जो कर से पहले है लेकिन अगर रिवर्स मामला है जो कि ट्रेडिंग खाते में तो सकल हानि दर्शा रहा है और लाभ और हानि खाते में लाभ दर्शा रहा है इसका मतलब है कि फर्म के बारे में कुछ गड़बड़ है विनिर्माण संगठन होने के बावजूद राजस्व और लाभ का उनका प्रमुख स्रोत परिचालन से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष आय से है इसलिए उदाहरण के लिए यदि यह आय ब्याज आय है तो इसका मतलब है कि यह अधिशेष निधि है जो फर्म ने तब अर्जित की थी जब फर्म बाजार में अग्रणी थी तब फर्म उस से ब्याज आय अर्जित कर रही है और ब्याज की आय में वृद्धि के कारण सकल हानि को शुद्ध लाभ में बदल दिया गया है या अधिशेष निवेश हो सकता है जो इमारतों में निवेश किया गया हो और उन इमारतों को अभी किराए पर दिया गया हो जो किराया इन इमारतों और विशाल अचल संपत्ति से आ रहा है उसे फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि फॉर्म के बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके द्वारा बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है तो उस किराए की आय सकल हानि को लाभ में परिवर्तित कर रही है इसलिए हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि वो ब्याज आय है जो कि लाभप्रदता का स्रोत है इसका मतलब है कि यह कंपनी एक वित्तीय कंपनी नहीं है यह फर्म विनिर्माण संगठन है इसलिए लाभ का प्रमुख स्रोत संचालन होना चाहिए और आपके किराए की आय आपकी ब्याज आय वे मुनाफे को पूरक कर सकते हैं लेकिन हमें ट्रेडिंग खाते से और सकल लाभ से लाभप्रदता को देखना शुरू करना चाहिए अगर ट्रेडिंग खाता अच्छा है और मजबूत है और यह सकल लाभ की रिपोर्ट कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि फर्म का ऑपरेटिंग ढांचा अच्छा है और यदि फर्म का ऑपरेटिंग ढांचा अच्छा है तो हमने देखा है फर्म की कमजोर वित्तीय संरचना जोकि बहुत गंभीर है उन्होंने स्रोतों से पैसा उधार लिया है जो कि बहुत महंगा है इसलिए यदि आपके पास एक अच्छा ऑपरेटिंग ढांचा है और एक अच्छा सकल लाभ कमा रहा है तो धीरे धीरे और लगातार धन के उन गंभीर और महंगे स्रोतों को हम अपनी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर धन के सस्ते स्रोतों से बदल सकते हैं यह संभव है लेकिन अगर रिवर्स मामला हुआ कि ट्रेडिंग खाता हानि की रिपोर्ट कर रहा है और लाभ और हानि खाता लाभ का रिपोर्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म के अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं एक कमजोर ऑपरेटिंग संरचना एक मजबूत वित्तीय संरचना को कमजोर कर देगा और उसे खत्म कर देगा तो हमें फर्म के संचालन ढांचे और फर्म की वित्तीय संरचना का विस्तृत विश्लेषण करना होगा हमें इसका विश्लेषण मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से करना हैइसका विश्लेषण उस तरीके से किया जाना चाहिए जैसा कि हमने अभी चर्चा की है ट्रेडिंग खाते से शुरू करके लाभ और हानि खाते में जाना और यह पता लगाना कि लाभप्रदता का स्रोत क्या है अब आपके आय विवरण के इस मूल विश्लेषण के अलावा कुछ निश्चित अनुपात हैं जिनका उपयोग ऑपरेटिंग प्रबंधन या फर्म के संचालन संरचना के बारे में कुछ पता लगाने के लिए किया जा सकता है और तीन अनुपात हैं हम आपको अधिक संख्या में अनुपात देकर परेशानी में नहीं डालेंगे केवल 3 अनुपात ही अच्छे हैं जो फर्म के संचालन ढांचे का मूल्यांकन करते हैं यदि आप इन रेश्यो की सही गणना करते हैं तो आप फर्म के संचालन ढांचे के बारे में संकेतों का पता लगाने में सक्षम होंगे और ये संसाधन हैं पहला रेश्यो अचल संपत्ति का कुल बिक्री रेश्यो है दूसरा रेश्यो आरओआई है और तीसरा एक रेश्यो है सकल लाभ रेश्यो पहला एक निश्चित परिसंपत्ति टर्नओवर रेशियो है यह रेशियो ऑपरेटिंग अचल संपत्तियों द्वारा विभाजित शुद्ध बिक्री के रूप में गणना की जाती है हम ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट लेते हैं न कि गैर ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट उदाहरण के लिए ख्याति जो एक गैर ऑपरेटिंग अचल संपत्ति का संचालन है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट बिल्डिंग मशीनरी हैं जो अभी भी उपयोग में हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि बिक्री कितनी बार परिचालन अचल संपत्ति की है हम शुद्ध अचल संपत्तियों पर विचार करते हैं न कि सकल अचल संपत्ति पर शुद्ध अचल संपत्ति सकल संपत्ति माइनस मूल्य ह्रास होता है अब इस रेश्यो का विश्लेषण कैसे करें रेशियो जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा उदाहरण के लिए यह रेशियो एक फर्म में दो गुना है यह रेशियो किसी अन्य फर्म में 3 गुना है यह रेशियो किसी अन्य फर्म में 4 गुना है तो इसका मतलब है कि जो फर्म 4 बार के रेशियो का चित्रण कर रही है उसे एक बेहतर फर्म माना जाता है क्योंकि उनकी अचल संपत्ति का उपयोग अधिकतम है यह रेशियो अचल संपत्तियों और किसी भी फर्म के उपयोग को दर्शाता है जो अपनी अचल संपत्तियों का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करके बाजार में अधिकतम बिक्री करने में सक्षम है उस फर्म को कुशल माना जाता है और यदि आप अपनी अचल संपत्तियों का कुशलता से उपयोग कर रहे हैं अधिक निर्माण कर रहे हैं बाजार में अधिक बेच रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपका ट्रेडिंग खाता बहुत मजबूत तस्वीर का चित्रण करेगा ठीक है तो शुद्ध बिक्री और परिचालन अचल संपत्तियों के बीच संबंधों की मदद से फर्म के संचालन का मूल्यांकन किया जा सकता है और यह रेश्यो यथासंभव उच्च होना चाहिए फिर हम बात करते हैं ROI के बारे में कुल परिचालन परिसंपत्तियों द्वारा विभाजित परिचालन लाभ के बारे में परिचालन लाभ क्या है परिचालन लाभ वह है जो हमें फॉर्म के संचालन से प्राप्त होता है ठीक है आपको केवल परिचालन से लाभ लेना है जो कि ब्याज आय नहीं है किराए की आय के रूप में नहीं है केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्च दोनों को ध्यान में रखते हुए परिचालन से लाभ यदि आप केवल प्रत्यक्ष व्यय लेते हैं जो केवल ट्रेडिंग खाते में माना जाता है तो हम तीसरे रेश्यो में आ जाएंगे वह है जीपी रेश्यो लेकिन हम परिचालन लाभ रेश्यो के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमें परिचालन से लाभ की गणना करनी होगी संचालन से लाभ जो विनिर्माण कार्यों से है जिसमें फर्म सामान्य रूप से सौदे करता है और उस लाभ में हमें अप्रत्यक्ष आय को शामिल नहीं करना होगा तो हमें दोनों खर्च उठाने होंगे जो कि प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च हैं प्रत्यक्ष आय मुख्य रूप से परिचालन से लाभ पाने के लिए राजस्व की बिक्री करती है ट्रेडिंग खाते में तीन व्यय और लाभ और हानि खाते में अन्य अप्रत्यक्ष व्यय और फिर हमें परिचालन से लाभ खोजने के लिए बिक्री राजस्व से इन्हें घटाना होगा और अन्य राजस्व जो अप्रत्यक्ष आय है उसे पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाना चाहिए इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कुल ऑपरेटिंग एसेट्स के अनुपात के रूप में परिकलित करना होता है जो फिक्स्ड और वर्तमान एसेट्स दोनों में से एक है ऊपरी रेशियो में हम केवल फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं लेकिन निचले रेशियो में हम कुल ऑपरेटिंग एसेट ले रहे हैं जिसमें वर्तमान संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों शामिल है और हमें यह देखना होगा कि हमें कितना गुना अचल संपत्ति का पण्यावर्त और कितने प्रतिशत ROI मिल रहा है लेकिन निवेश पर इस रिटर्न की गणना प्रतिशत में की जानी चाहिए इसलिए कुल परिचालन परिसंपत्तियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत क्या है कुल परिचालन परिसंपत्तियों का मतलब है अचल संपत्तियां प्लस वर्तमान संपत्तियां माइनस विमूल्यन फिर हमारे पास सकल लाभ अनुपात है जो हमने पहले चर्चा की है हमें इस अनुपात की गणना ट्रेडिंग खाते से ही करनी होगी क्योंकि GP ट्रेडिंग खाते में है इसलिए यदि हम ट्रेडिंग खाते का विश्लेषण करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग खाते में सकल लाभ रेश्यो क्या है जीपी और शुद्ध बिक्री को ट्रेडिंग खाते से लेते हुए हमें जीपी अनुपात यानी रेशियो की गणना करनी होगी हम इस अनुपात की गणना 3 नंबर पर कर रहे हैं लेकिन अन्य दो अनुपात भी मोटे तौर पर तीसरे अनुपात के ऊपर निर्भर है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिचालन लाभ भी ट्रेडिंग खाते से ही आना चाहिए और शुद्ध बिक्री अधिकतम होनी चाहिए केवल जब बिक्री बढ़ रही है तो लागत बढ़नी चाहिएठीक है अगर बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है तो इन 3 लागतों को भी बढ़ाना होगा यदि यह लागत बढ़ती जा रही है तो यह एक वृद्धि की प्रवृत्ति का चित्रण कर रही है लेकिन बिक्री या तो स्थिर है या नीचे की प्रवृत्ति का चित्रण कर रही है तो इसका मतलब है कि उस फर्म के बारे में कुछ गड़बड़ है फर्म पर्याप्त कुशल नहीं है लोग बढ़ी हुई कीमत पर फर्म के तैयार उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं इस तथ्य के बावजूद कि लागत में वृद्धि हुई है और फर्म केवल खरीदार को बढ़ी हुई लागत दे रही है वे फर्म को बढ़ी हुई कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें बिक्री को अधिकतम करने में सक्षम होना चाहिए ऑपरेटिंग अचल संपत्तियों के उपयोग को अधिकतम करके बिक्री का अधिकतमकरण संभव है और फिर यदि बिक्री अधिकतम है तो आपका परिचालन लाभ भी उच्चतम होगा परिचालन लागत का ध्यान रखा जाएगा और सकल लाभ अधिक होगा तो इन तीन अनुपातों की गणना आमतौर पर ट्रेडिंग खाते और बैलेंस शीट द्वारा की जा सकती है लाभ और हानि खाते से हमें परिचालन लाभ को पुनर्गणना करना होगा क्योंकि लाभ और हानि खाते में कर से पहले शुद्ध लाभ को दर्शाया गया है और शुद्ध लाभ में अप्रत्यक्ष आय या अप्रत्यक्ष राजस्व शामिल हैं हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए हमें अप्रत्यक्ष राजस्व को कम करना होगा जैसे कि किराया आय ब्याज आय कमीशन और लाभांश जब हमअन्य कंपनियों या किसी अन्य आय के स्रोत में निवेश करते है हमें सब कुछ घटाना होगा और फिर हमारे पास केवल बिक्री आय होगी यह एक सीधा राजस्व है दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत जो व्यवसाय से संबंधित हैं परिचालन लाभ खोजने के लिए प्रत्यक्ष राजस्व से घटाना होगा इसलिए ऑपरेटिव प्रबंधन में आप पहले ट्रेडिंग खाते के भाग को देखते हैं और जीपी कितना है और क्या जीपी एक स्थिर चित्र दिखा रहा है या एक बढ़ती प्रवृत्ति का चित्रण कर रहा है यदि यह गिरावट की प्रवृत्ति में है तो यह अच्छा नहीं है फिर 3 महत्वपूर्ण अनुपातों की गणना करें पहला अचल संपत्ति का कारोबार अनुपात जो दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी या कितनी कुशलता से अचल संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं निवेश पर रिटर्न हमें बता रहा है कि हम इस निवेश से कितना रिटर्न कमा रहे हैं फिर जीपी अनुपात जो बिक्री और सकल लाभ का अनुपात है यदि बिक्री बढ़ रही है तो सकल लाभ भी बढ़ रहा है यह अधिकतम स्थिर हो सकता है क्योंकि यदि बिक्री बढ़ रही है तो खर्च भी बढ़ रहे हैं तो क्या होगा जीपी स्थिर या थोड़ा ऊपर उठने वाली तस्वीर होगी लेकिन अगर जीपी में गिरावट हो रही है तो कुछ गड़बड़ है आपको इसके बारे में सावधान रहना होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट और फिर तीन महत्वपूर्ण अनुपातों का विश्लेषण करें अब हम फर्म के वित्तीय ढांचे के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों के बारे में बात करते हैं कई अनुपात हैं जिनका उपयोग फर्म की वित्तीय संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है लेकिन यहां हमारी चर्चा के उद्देश्य के लिए हम केवल तीन या चार महत्वपूर्ण अनुपातों के बारे में बात करेंगे इससे अधिक नहीं इसलिए वित्तीय प्रबंधन के लिए या फर्म की वित्तीय संरचना के लिए यहां 3 4 अनुपात महत्वपूर्ण हैं और लाभ और हानि खाते का अध्ययन करने के अलावा हमें कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को समझने के लिए कुछ अन्य अनुपातों पर काम करना चाहिए पहला अनुपात कुल ऋण से इक्विटी अनुपात का है इस अनुपात की गणना के लिए हम नेटवर्थ की कुल देनदारियों को ध्यान में रखते हैं अब इस अनुपात से आपका क्या मतलब है हमारे पास एक बैलेंस शीट है जो इसे T रूप में तैयार कर रही है यह बैलेंस शीट है और हम बैलेंस शीट की देनदारियों और पूंजी पक्ष से इस अनुपात का विश्लेषण कर रहे हैं यह देनदारियां पूंजी और परिसंपत्तियां हैं और यह राशि देनदारियां और पूंजी है इसलिए अनुपात क्या है यह कुल ऋण इक्विटी अनुपात है कुल देयताओं से कुल शुद्ध अनुपात है पहले तो हमें शुद्ध मूल्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए शुद्ध मूल्य की दो परिभाषाएं पहली परिभाषा है कुल संपत्तियां माइनस कुल देनदारिया संपत्ति बनाने के लिए हमने व्यापार में धन का निवेश किया है और व्यवसाय में धन दो स्रोतों आंतरिक स्रोतों और बाहरी स्रोतों से आते हैं व्यवसाय में निवेश किया गया कुल फंड कुल संपत्ति के बराबर होना चाहिए अब जब आप नेट वर्थ की गणना कर रहे हैं तो सरल तरीका यह है कि आप बैलेंस शीट की कुल संपत्ति से फंड के बाहरी स्रोतों को घटाएं तो आपके पास लंबी अवधि के ऋण जैसे डिबेंचर बॉन्ड और अल्पकालिक ऋण जैसे लेनदार हैं कुल संपत्ति से दीर्घकालिक और लघु अवधि दोनों को घटाएं फिर जो आपके पास बचा है उसे नेट वर्थ कहा जाता है इसे परिभाषित करने का दूसरा तरीका है आप इक्विटी पूंजी लेते हैं मैं इसे शेयर पूंजी कहूंगा क्योंकि इसमें वरीयता पूंजी शामिल है इसके अलावा आरक्षित और अधिशेष जो कि निशुल्क आरक्षित और अधिशेष है इसे भी नेट वर्थ कहा जाता है स्वाभाविक रूप से क्योंकि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल यहां है तो आपके पास रिजर्व और सरप्लस है यह एक मुफ्त रिजर्व और सरप्लस है जिसका कोई वर्तमान दावा नहीं है तो यह पहला भाग है जब हमारे पास बाहर की देनदारियां होती हैं तो आपके दीर्घकालिक ऋण डिबेंचर बॉन्ड और फिर आपके पास अल्पकालिक देयताएं होती हैं आप कुल परिसंपत्तियों से कुल धनराशि घटाते हैं जो बचा है उसे निवल मूल्य कहा जाता है तो या तो आप निवल मूल्य का पता लगाने के लिए फॉर्मूला कुल संपत्ति माइनस टोटल आउटसाइड निधि का उपयोग करते हैं या आप केवल बैलेंस शीट की देनदारियों और पूंजी पक्ष को देखते हैं और आप देखते हैं शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करते हैं जो नेट वर्थ है तो सबसे पहले आप नेट वर्थ की गणना करते हैं और फिर डेट इक्विटी अनुपात पाते हैं जो कि नेट वर्थ द्वारा विभाजित कुल देनदारियां हैं अप्रत्यक्ष रूप से यहां इनडायर्स फंड्स और आउटसाइडर्स फंड्स में निवेश किए गए फंडों के बीच का अनुपात है जो कंपनी में निवेश किए गए हैं अंदरूनी मालिक शेयरधारक प्रमोटर हैं बाहरी लोग ऋणदाता हैं इसलिए प्रमोटर एक कंपनी बनाते हैं इसे पर्याप्त समय के लिए चलाते हैं और इसे एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करते हैं शेयरधारक कंपनी के शेयरों की सदस्यता लेते हैं वे कंपनी को धन भी देते हैं वे मालिक भी बन जाते हैं प्रमोटर प्लस सभी शेयरधारक कंपनी के मालिक बन जाते हैं उन्हें अंदरूनी सूत्र कहा जाता है अंदरूनी सूत्रों द्वारा प्रदान किए गए कुल धन पर विचार किया जाएगा बाहरी स्रोतों से ऋण के रूप में या डिबेंचर के रूप में या बॉन्ड जारी करके या क्रेडिट या अन्य चीजों के आपूर्तिकर्ता द्वारा कितना धन उधार लाया गया है इन दोनों निधियों की तुलना करने से हमको कंपनी के मालिक के इरादों के बारे में पता चलेगा हम सभी जानते हैं कि कुल ऋण इक्विटी अनुपात के लिए मानक 2 1 है यदि आप व्यवसाय में 1 पैसा निवेश करते हैं तो आप बाजार से 2 रुपये उधार ले सकते हैं यह इस अनुपात के लिए एक नियम है यह भिन्न भी हो सकता है उदाहरण के लिए यह अनुपात 5 1 या 6 1 भी हो सकता है कि यदि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और वित्तीय संस्थान कंपनी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और किसी भी राशि को फर्म की जरूरतों के आधार पर उधार देने के लिए तैयार हैं फिर शायद ही कोई समस्या है अनुपात 5 गुना हो या 6 गुना या कोई भी गुना हो सकता है लेकिन मानक यह है कि यदि आप प्रमोटर या शेयरधारकों या दोनों के रूप में अपनी खुद की जेब से 1 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको अधिकार या अपेक्षाएं हैं बाजार से 2 रुपए उधार लिए मानक अनुपात 2 1 है कितना फंड कंपनी के मालिकों द्वारा निवेश किया जाता है और बाहर से कितना उधार लिया जाता है और फिर आपको यह देखना होगा कि फंड के अंदरूनी और बाहरी के बीच का अनुपात क्या है क्योंकि यह मालिकों के इरादों को बताता है क्या मालिक व्यवसाय जारी रखना चाहते हैं या वह बाहरी लोगों के साथ खेलना चाहते हैं बस पैसे हड़पें दिवालिया कारोबार घोषित करें और भाग जाएं इसलिए वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय संरचना का निवेश के अनुपात से अध्ययन किया जा सकता है यदि बड़ा निवेश आंतरिक स्रोतों से आ रहा है और निवेश का केवल एक छोटा हिस्सा बाहरी स्रोतों से आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है कंपनियों की वित्तीय संरचना अच्छा है क्योंकि हर शेयरधारक या प्रमोटर चाहेगा कंपनी पर बाहरी दावा न्यूनतम हो इसलिए फंड की अधिकांश आवश्यकता आंतरिक फंडों से होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हमें सावधान रहना होगा कि इसके बारे में कुछ गड़बड़ है कंपनी अपने स्वयं के निवेश की तुलना में उधार धन पर अधिक भरोसा कर रही है तो इसका मतलब है कि वे लंबी अवधि के लिए व्यवसाय को नहीं करना चाहते हैं इस बारे में हमें सावधानी से विचार करना चाहिए अब अल्पकालिक ऋण इक्विटी अनुपात पर चर्चा करते हैं इस अनुपात में हम केवल वर्तमान देनदारियों को निवल मूल्य के लिए ध्यान में रख रहे हैं अर्थात अपनी वर्तमान देनदारियों व्यय ऋण अल्पावधि बैंक वित्त आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट आदि से फर्म को कितना सहज वित्त उपलब्ध है यह अनुपात है नेटवर्थ के लिए वर्तमान दायित्व की वर्तमान देनदारियों की मात्रा अधिक है बेहतर संकेत है क्योंकि वर्तमान देनदारियां सहज वित्त हैं बाजार में सहज वित्त कैसे मिलेगा जो बाजार में बहुत अच्छी वित्तीय प्रतिष्ठा प्राप्त करता है यदि फर्म की वित्तीय प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है तो कोई आपूर्तिकर्ता क्रेडिट पर फर्म को आपूर्ति नहीं करेगा कोई भी बैंक फर्मों को धनराशि नहीं देगा और कोई भी श्रमिक 30 दिनों के बाद भी अपनी मजदूरी का भुगतान करने के लिए इंतजार नहीं करेगा वे चाहेंगे हर हफ्ते या हर 15 दिनों में भुगतान किया जाता है इसलिए यदि यह अनुपात अधिक है तो हमें इसे अच्छा मानना चाहिए लेकिन हमें इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए कि वे बैंक ऋणों का भुगतान कितनी कुशलता से कर रहे हैं और उनके कर्मचारियों की खुशी का स्तर क्या है और वे कैसे शॉट फाइनेंस के स्रोत का उपयोग कर रहे हैं हम आपूर्तिकर्ताओं से उधारकर्ता के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं हम बैंक से भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं हम कर्मचारियों से भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं अगर हमें यह जानकारी मिलती है कि उनकी वर्तमान देनदारियां अधिक हैं तो यह एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि सहज वित्त सीमा अधिक है तो आपको इस अनुपात पर विचार करना चाहिए और फर्म की वित्तीय संरचना का अध्ययन करने के लिए यह दूसरा अनुपात है इसलिए पहले अनुपात में हमने निष्कर्ष निकाला कि आंतरिक स्रोतों से अधिक निवेश होना चाहिए या 2 1 के मानक अनुपात में निवेश करना चाहिए लेकिन यदि अनुपात अधिक है तो हमें सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए दूसरा अनुपात अल्पकालिक ऋण और इक्विटी अनुपात के बीच है जो कि नेट वर्थ के लिए एक वर्तमान देयता है हमें उच्चतर अनुपात को बेहतर रूप में देखना होगा यहाँ पर हमें अनुपात का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए तैयार माल इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात एक और महत्वपूर्ण अनुपात है यह बेची गई वस्तुओं की लागत को तैयार माल द्वारा विभाजित किया जाता है तो बेची गई वस्तुओं की लागत तैयार माल सूची से कितनी बार ज्यादा होती है जितना बड़ा रेशियो उतना ही बेहतर क्योंकि अगर डिनॉमिनेटर छोटा होता है और न्यूमैरेटर बड़ा होता है तो यह संकेत देता है कि फॉर्म के साथ तैयार माल सूची बहुत छोटी है इसका मतलब है कि इस उद्धार करता का अधिकांश उत्पादन जल्दी से बाजार में आ जा रहा है और वे इन्वेंटरी के रूप में अधिक नहीं रख रहे हैं तो यह अनुपात जितना संभव हो उतना अधिक ना चाहिए फिर हमारे पास कुछ अन्य प्रकार के अनुपाती हैं जैसे स्टॉक होल्डिंग के दिन तो इसका मतलब है कि कितने दिनों तक तैयार माल स्टॉक के रूप में रखा जाता है यह एक विचार देता है कि तैयार माल संयंत्र से बाजार में जा रहा है या यह संयंत्र से गोदाम तक जा रहा है यह अनुपात COGS द्वारा विभाजित माल सूची है तो यह अनुपात पिछले अनुपात का पारस्परिक है इसलिए उदाहरण के लिए आप तैयार माल सूची द्वारा विभाजित माल की इस लागत की गणना करते हैं आप यहां देख सकते हैं कि बेचे गए माल की लागत 300 है और इन्वेंट्री 30 है इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात 10 गुना है हमें अगले अनुपात की गणना करनी है यह अनुपात रिवर्स है जो कि सीओजीएस तैयार माल सूची द्वारा विभाजित है तो इसका मतलब है कि इस अनुपात की हम पहले ही गणना कर चुके हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड के दिनों को खोजने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात द्वारा 365 को विभाजित करें यहां 10 स्टॉक होल्डिंग का दिन 365 है औसतन 365 दिनों के लिए तैयार माल सूची गोदाम में रहती है इसका मतलब है जो भी इन्वेंट्री हम रख रहे हैं सब कुछ प्लांट से बाजार में नहीं जा रहा है इन्वेंट्री का हिस्सा प्लांट से गोदाम तक जा रहा है और तैयार माल इन्वेंट्री केवल 365 दिनों या 37 दिनों के लिए गोदाम में रह रहा है स्टॉक होल्डिंग पीरियड की व्याख्या कैसे करें कितने दिन अच्छे या बुरे होते हैं यह उद्योग के औसत पर निर्भर करता है उस विशेष उद्योग में औसत स्टॉक होल्डिंग अवधि क्या है कितने दिनों के लिए औसतन इन्वेंट्री उस उद्योग में अवरुद्ध है उद्योग का औसत आसानी से उपलब्ध है लेकिन यदि आपके पास यह नहीं है तो आप तीन या चार समान फर्म ले सकते हैं और उद्योग औसत खोजने के लिए उनका औसत ले सकते हैं अब हम अपने प्रदर्शन को जानने के लिए उद्योग की औसत अवधि के साथ अपनी होल्डिंग अवधि की तुलना कर सकते हैं यदि कोई कंपनी उद्योग के औसत से मिल रही है तो यह एक अच्छी कंपनी है लेकिन अगर किसी कंपनी का स्टॉक होल्डिंग बाजारों में अन्य लोगों की तुलना में अधिक है तो यह एक विचार देता है कि यह कंपनी एक अच्छा निर्माता नहीं है और उनका उत्पादन को बाजार में पसंद नहीं किया जाता यदि उनका स्टॉक उस बिक्री में जल्दी से परिवर्तित नहीं हो रहा है तो उनके पास नकद की समस्या होगी और आपूर्तिकर्ता फंड भी फंस सकते हैं हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए इसलिए अन्य फर्मों के साथ तुलना करें उद्योग औसत के साथ तुलना करें और फिर निष्कर्ष निकालें कि क्या स्टॉक होल्डिंग अवधि के रूप में 30 दिन 35 दिन या 10 दिन स्वीकार्य है या नहीं ये सभी कामकाजी अनुपात हैं अल्पावधि ऋण और इक्विटी अनुपात इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात प्राप्य टर्नओवर अनुपात ऋणी संग्रह अवधि लेनदार का कारोबार अनुपात लेनदार के भुगतान की अवधि और वर्तमान अनुपात ये सभी कार्यशील पूंजी अनुपात हैं वित्तीय प्रबंधन के तहत हमें फर्म के समग्र वित्तीय प्रदर्शन फर्म की उनकी नकद स्थिति और इन कंपनियों में निवेश सुरक्षित है या नहीं के बारे में पूरा विचार होगा यहां अगला अनुपात प्राप्य टर्नओवर अनुपात है जो कि व्यापार प्राप्य द्वारा विभाजित सकल बिक्री है क्रेडिट पर उनकी कुल बिक्री का कितना हिस्सा है यह अनुपात भी महत्वपूर्ण है जो कि व्यापार प्राप्तियों द्वारा विभाजित सकल बिक्री है आप शुद्ध बिक्री भी ले सकते हैं जो कि सकल बिक्री है बिक्री प्रतिफल फिर आप व्यापार प्राप्य या खाता प्राप्तियों का पता लगा सकते हैं व्यापार प्राप्तियों द्वारा विभाजित बिक्री आपको प्राप्य कारोबार अनुपात प्रदान करती है इसलिए फिर से अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही बेहतर होता है क्योंकि य अनुपात कुल बिक्री हैं इसलिए यदि सकल बिक्री या शुद्ध बिक्री बहुत अधिक है और ऋण की बिक्री बहुत कम है तो निश्चित रूप से यह अनुपात बहुत अधिक होगा और अगला अनुपात जो इस प्राप्य टर्नओवर अनुपात से संबंधित है देनदार की संग्रह अवधि है इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात के मामले में हमने पहले इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना की और फिर स्टॉक होल्डिंग के दिनों की गणना की ऐसा ही मामला है अब जब हमने प्राप्य टर्नओवर अनुपात की गणना की है और फिर हम ऋणी संग्रह अवधि की गणना करते हैं उदाहरण के लिए सकल बिक्री 300 और औसत प्राप्य 30 हैं यह प्राप्य टर्नओवर अनुपात 10 गुना है और फिर आपको रिवर्स अनुपात करना होगा और फिर 365 को 10 से विभाजित करते हैं जो कि एक वर्ष में दिनों की संख्या है जो हमें 365 दिन देती है तो इसका मतलब है कि ऋणी संग्रह की अवधि व्यापार है जो सकल बिक्री से विभाजित है यह उस ऊपरी अनुपात का एक उल्टा है और यह अवधि 365 दिनों के बाद फिर से आती है यदि आप 36 दिनों की तुलना में एक वर्ष में 360 दिन लेते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी जो संभावित खरीदार से जा रही है वह विश्लेषण कर रही है वहाँ क्रेडिट बिक्री कर रहे हैं 35 दिनों में एकत्र किया जा रहा है इसलिए इसका मतलब है कि 35 दिन बाजार में उपयुक्त क्रेडिट अवधि है इसलिए क्रेडिट बिक्री के रूप में उनकी कुल बिक्री और कुल शेयरों का अनुपात स्वीकार्य स्तर है और एक अच्छा संकेतक माना जाता है इसलिए इन अनुपातों के अलावा वित्तीय विश्लेषण में ये 3 4 अनुपात और हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होगी फिर हमें वित्तीय प्रदर्शन संबंधी अनुपात दीर्घकालिक और अल्पकालिक अनुपात दोनों को देखकर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा मोटे तौर पर ये अल्पकालिक अनुपात हैं जिन्हें कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है और हमने अब तक 4 5 अनुपातों और श्रृंखला में शेष अनुपातों पर चर्चा की है कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद